आप सभी को नमस्कार यह वित्तीय लेखांकन पर हमारा दूसरा सत्र है मुझे यकीन है कि आपने पहले सत्र का आनंद लिया होगा पहला सत्र सिर्फ एक परिचयात्मक सत्र था हमने अभी यह समझना शुरू किया है कि लेखांकन क्या है फिर वित्तीय लागत प्रबंधन लेखांकन जैसी लेखांकन की विभिन्न धाराओं के बीच अंतर क्या है उसके बाद हम वित्तीय विवरणों में चले गए हैं इस प्रकार हमने देखा है कि वित्तीय विवरण कैसे उभर रहे हैं इसलिए मूल रूप से वे धन चक्र से उभरते हैं तो आप उस स्लाइड को देख सकते हैं जहां हमने अभी देखा है कि धन चक्र क्या है मैं एक आम आदमी की तरह धीमी गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो लेखांकन नहीं जानता है आपमें से कुछ लेखा शर्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो सकते हैं इसलिए कृपया मेरा समर्थन करें हम आने वाले सत्रों में विवरण में जाएंगे शुरू करने के लिए हमें समझते हैं कि धन चक्र क्या है यह पैसे की खरीद के साथ शुरू होता है और इसी तरह पैसे वापस आता है इसलिए खरीद और खपत के चरण में लागतें खर्च होती हैं फिर वितरण संग्रह एक ऐसा समय होता है जहां आपको राजस्व मिलता है अब इस धन चक्र से बुनियादी वित्तीय विवरण उभरे हैं एक तरफ हमें एक पी और एल खाता मिला है यह आपके राजस्व को रिकॉर्ड करता है यह आपकी लागतों को रिकॉर्ड करता है और यह राजस्व और लागत की तुलना करता है शुद्ध परिणाम आपको लाभ या हानि के रूप में दिया जाता है दूसरी तरफ हमें बैलेंस शीट मिली है अब बैलेंस शीट क्या करती है यह व्यवसाय के लिए संसाधनों को सूचीबद्ध करता है व्यवसाय के लिए उन संसाधनों को संपत्ति के रूप में जाना जाता है यह उन संसाधनों के लिए प्रदाताओं को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें देनदारियों के रूप में जाना जाता है पिछले सत्र में हमने यह भी देखा था कि महत्वपूर्ण संपत्ति क्या हैं तो आप फिर से उन स्लाइड्स को देख सकते हैं मुझे लगता है कि आप यह सब जानते हैं कि पहले एक अचल संपत्ति है जो कुछ भी नहीं है लेकिन व्यवसाय के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा है आप किसी भी उदाहरण के बारे में सोचते हैं तो यह भूमि भवन हो सकता है यह वाहन हो सकता है यह सॉफ्टवेयर हो सकता है यह पेटेंट हो सकता है यह आपकी सभी अचल संपत्तियां हैं वर्तमान संपत्ति क्या हैं वे सभी संपत्तियां जो परिवर्तित हो रही हैं या जो धन चक्र में घूम रही हैं इसलिए इसमें आपके स्टॉक शामिल हैं इसमें आपकी प्राप्तियां शामिल हैं इसमें आपके नकद शेष शामिल हैं इसमें किसी भी धन को शामिल करना है जो आपको बिजली प्राधिकरण से हमें जमा के रूप में प्राप्त करना है वर्तमान संपत्ति में ये शामिल हैं मानव संपत्ति महत्वपूर्ण है लेकिन बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है फिर दायित्व के आधार पर हमें तीन महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं हमें पूंजी मिल गई है यह वह धन है जो मालिकों ने डाला है फिर हमें उधार मिल गया है यह वह धन है जिसे उधारदाताओं ने विभिन्न प्रकार के ऋणों के रूप में डाला है और फिर हमें वर्तमान देनदारियां मिली हैं वर्तमान देनदारियां फिर से उदाहरण के लिए धन चक्र से आ रही हैं आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान इसलिए अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं और तुरंत उस पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तब वह शेष राशि आपके देय होगी यदि आप हमें बिजली का उपयोग करने के लिए कहते हैं लेकिन बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है तो बकाया बिजली बिल आपकी वर्तमान देयता बन जाएगा तो यह एक संक्षिप्त था कि हमने पिछली बार क्या किया था यदि आप स्लाइड के निचले हिस्से को देखते हैं तो यह इन दो कथनों के उद्देश्य को बताता है तो बैलेंस शीट वह है जो आपको संगठन की वित्तीय स्थिति और पी और एल खाता दिखाता है यह आपको संगठन की लाभप्रदता के बारे में बताता है अब फिर से आगे बढ़ते हुए यह आपको बताता है कि बैलेंस शीट क्या देती है इसलिए यह संसाधनों की संचयी स्थिति को दर्शाता है जो कि आपकी संपत्ति है और वर्ष के अंत में आपकी देनदारियों के लिए धन का स्रोत है बेशक यह महीने के अंत में या एक चौथाई भी हो सकता है लेकिन ध्यान रखें कि यह एक संचयी स्थिति है इसलिए यदि आपने 10 साल पहले कुछ जमीन खरीदी है तो यह आज भी बैलेंस शीट में दिखाई देगा जब तक कि आपने इसे नहीं बेचा है इसलिए आपकी सभी संपत्तियां जारी रहती हैं और इसलिए आपकी देयताएं भी जारी रहेंगी इसलिए यदि आपने 4 साल पहले ऋण प्राप्त किया है तो यह उस समय बैलेंस शीट में दिखाई देगा यह आज भी बैलेंस शीट में दिखाई देगा जब तक आपने इसे चुकाया नहीं है इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यह ऋण चार साल पहले लिया गया था हमें अब इसे भूल जाओ यह संभव नहीं है ऋण तब भी था और अब ऋण भी है बकाया राशि को आज की बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा यही कारण है कि इसे एक विशेष तिथि के रूप में संचयी स्थिति कहा जाता है लाभ और हानि का स्टेटमेंट अनिवार्य रूप से आपको राजस्व और लागत प्रदर्शन देता है लेकिन एक विशेष तिमाही या एक वर्ष के लिए तो अगर आपने इस महीने में कोई बिक्री की है और यदि आप इस महीने के लिए लाभ और हानि करते हैं तो यह इस महीने के लाभ और हानि के रूप में आएगा लेकिन इसे अगले वर्ष में नहीं दिखाया जा सकता है यह केवल वर्तमान वर्ष में दिखाया जा सकता है ठीक है तो यह संचित प्रदर्शन नहीं है यह उस अवधि के लिए एक प्रदर्शन है जो पी और एल खाते में दिखाया गया है अब बहुत महत्वपूर्ण कथन है जैसा कि हमने शुरुआत में देखा है कि आपके संसाधनों और स्रोतों का मिलान होना चाहिए तो आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल मेल खाती है लेकिन कुछ समय के लिए व्यापार करने के बाद आपका व्यवसाय चक्र लगातार चल रहा है क्या बैलेंस शीट अभी भी मेल खाएगी क्या यह संभव है मान लीजिए कि आप व्यापार में अच्छा कर रहे हैं आपकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी आपकी देनदारियों में वृद्धि नहीं होगी देयताएं घटती चली जा सकती हैं फिर क्या बैलेंस शीट अभी भी मेल खाएगी अब मैं केवल स्लाइड पर वापस जा रहा हूं ताकि आप बैलेंस शीट का एक दृश्य देख सकें तो आप केवल परिसंपत्ति पक्ष को देख सकते हैं आम तौर पर क्या होगा यदि आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आपके शेयर ऊपर जाएंगे तो आपके प्राप्य बढ़ जाएंगे आपकी नकद राशि बढ़ जाएगी जबकि दायित्व के आधार पर आप अपना ऋण चुका सकते हैं इसलिए लोन की शेष राशि कम हो जाएगी यदि आप अपने आपूर्तिकर्ताओं या कर्मचारियों को समय पर भुगतान करते हैं तो आपकी वर्तमान देनदारियाँ भी कम हो जाएंगी तो आपकी देनदारियां गिर रही हैं और संपत्ति बढ़ रही है तब बैलेंस शीट अभी भी टैली होगी क्या यह संभव है कि संपत्ति और देनदारियों का कुल मिलान होगा तुम क्या सोचते हो बस इस पर एक विचार है क्या दी गई संपत्ति या देनदारियों में कोई भी चीज छूट गई है जो वहां होनी चाहिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु जिसे भंडार के रूप में जाना जाता है जिसे पहले नहीं दिखाया गया था लेकिन मैं इसे दिखाने के लिए या इस पर आपका ध्यान लाने के लिए अभी इसे दिखा रहा हूं तो क्या होगा अगर 1 साल बाद आप लाभ और हानि खाते में कुछ लाभ कमा चुके हैं यह लाभ या तो मालिकों द्वारा लिया जाता है यह उनका लाभ है वे इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर मालिक पूरा संपूर्ण लाभ उपयोग नहीं करते हैं वे कुछ धन का उपयोग करते हैं और शेष धन व्यापार में भंडार के रूप में जमा होता है इस प्रकार रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है हमने पहले ही देखा है कि संपत्ति बढ़ रही है आपके बाहरी दायित्व वास्तव में नहीं बढ़ रहे हैं वे गिर रहे हैं तो एक अंतर है और उस अंतर को भंडार के रूप में दिया जाएगा तो क्या होता है कि एक स्वस्थ व्यवसाय के लिए लाभ का निर्माण होता है और रिजर्व के रूप में बैलेंस शीट में जमा होता है अब मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी की पुरानी बैलेंस शीट का अध्ययन करने का समय नहीं है बस बैलेंस शीट पर एक नज़र है और भंडार की स्थिति को देखो यदि आरक्षित राशि अधिक है तो यह तुरंत आपको बताता है कि कंपनियां लगातार आधार पर लाभ उत्पन्न करने में सक्षम हैं क्योंकि 1 वर्ष का लाभ आप पी और एल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह केवल उस वर्ष के लिए है लेकिन उस पूरे लाभ को भंडार में जोड़ा जा रहा है यदि इतने वर्षों के लिए कुल लाभ घटा है तो उन्होंने जो लाभ लिया है वह क्या है जो भंडार में दिखाया गया है और यदि यह राशि बहुत अधिक है तो इसका मतलब होगा कि कंपनी बहुत लंबे समय के लिए एक अच्छी वित्तीय स्थिति में है आपने ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सुना होगा कि अधिकांश टॉप रेटेड कंपनियों के पास उच्च स्तर का भंडार है अब क्या होता है अगर आपके पास अच्छी मात्रा में भंडार है तो कंपनी आसानी से विस्तार कर सकती है उन्हें नए पैसे उधार लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है वे उस पैसे को किसी भी चीज पर खर्च कर सकते हैं जो वे चाहते हैं और कंपनी बहुत स्वस्थ तरीके से बढ़ेगी अब एक बार फिर मैंने वित्तीय पदों का सारांश दिया है इसलिए वर्ष के अंत में किसी भी समय बैलेंस शीट तैयार नहीं की जा सकती है लेकिन यह आपको उस दिन के रूप में स्थिति देता है और लाभ और हानि खाता सामान्य रूप से तैयार किया जाता है और एक विशेष अवधि के अंत में प्रस्तुत किया जाता है यह एक बार फिर आपके लिए बैलेंस शीट में आइटम को सारांशित कर रहा है इसलिए अब हमें दायित्व मिल गए हैं पहली वस्तु जो मैंने इसमें रखी है वह है मालिकों के फंड अब आप मालिकों के फंड से क्या समझते हैं यदि हम अभी वापस जाते हैं तो हमने पहले पूंजी लगाई थी और दूसरी वस्तु आरक्षित थी तो पूंजीगत और आरक्षित भंडार को एक साथ ले जाने वाली इन दोनों वस्तुओं को मालिकों के फंड के रूप में जाना जाता है अब आप पूंजी को कैसे परिभाषित करते हैं अगर हमें याद है कि हमने वह पैसा देखा है जो मालिकों ने लगाया है तो यह एक पूंजी है व्यवसाय मुनाफा कमा रहा है और इसे भंडार के रूप में मालिकों को दे रहा है इसलिए बैलेंस शीट की देयता पक्ष में कैपिटल प्लस रिजर्व एक साथ पहली वस्तु है जिसे मालिकों के फंड के रूप में जाना जाता है दूसरा आइटम गैर समवर्ती दायित्व है पहले की बैलेंस शीट में हमने इसे एक उदाहरण के रूप में उधार कहा है लेकिन कोई भी दायित्व जो प्रकृति में दीर्घकालिक है एक गैर देनदार दायित्व है मुख्य रूप से इसमें उधार या ऋण शामिल होंगे इसमें कोई अन्य वस्तु भी शामिल हो सकती है जिसे आपने 1 साल के समय में भुगतान नहीं किया है तीसरा आइटम वर्तमान देयता है इसलिए वर्तमान दायित्व हमने देखा था कि मुद्रा चक्र से कुछ देयताएँ उत्पन्न होती हैं जहाँ तक परिभाषा का संबंध है यदि उस देयता का भुगतान 1 वर्ष के समय में किया जाना है तो इसे वर्तमान देयता कहा जाता है इसलिए हमने दो तीन उदाहरण देखे हैं क्या आप किसी अन्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास कर्मचारी हैं आपको महीने के अंत में वेतन का भुगतान करना चाहिए लेकिन यदि आप उस वेतन का भुगतान नहीं करते हैं तो वेतन की राशि जो अभी भी अवैतनिक है उसे वर्तमान देयता कहा जाएगा यदि मान लें कि कुछ अन्य खर्च हैं तो हमें कार्यालय के खर्चों को कहने दें आपने अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया है तो यह भी वर्तमान देयता है इसलिए वे सभी देयताएं जो देय हैं या जो 1 वर्ष के भीतर देय हैं वे वर्तमान देनदारियों में हैं उन सभी देनदारियों जो 1 वर्ष में भुगतान करने का इरादा नहीं हैं गैर देनदार देनदारियां हैं तो ये दोनों गैर देनदार और वर्तमान देनदारियां बाहरी देनदारियां हैं और पहला आइटम मालिकों के फंड थे इसे आंतरिक दायित्व भी कहा जाता है अब परिसंपत्ति पक्ष पर जाएं हमने पहले ही चर्चा की है कि अचल संपत्ति क्या है तो यह एक बुनियादी ढाँचा है या ये ऐसी संपत्तियाँ हैं जो व्यापार के लिए व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक हैं फिर हमने यहां एक और आइटम जोड़ा है जिसे गैर समवर्ती निवेश रूप में जाना जाता है और अंतिम निचला आइटम एक वर्तमान संपत्ति है जो मुझे लगता है कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए वर्तमान परिसंपत्तियों से हमारा मतलब है कि ये वो वस्तुएं हैं जिनका परिसमापन किया जाना है या जिन्हें 1 वर्ष के भीतर प्राप्त किया जाना है या वे आम तौर पर धन चक्र से नहीं आ रही हैं तो उन सभी वस्तुओं को जो 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने की संभावना है उन्हें गैर तात्कालिक परिसंपत्ति कहा जाता है व्यापक रूप से परिसंपत्तियां गैर समवर्ती परिसंपत्तियां और वर्तमान संपत्तियां हैं वर्तमान गैर समवर्ती के भीतर अंतिम आइटम है हमें अचल संपत्तियां मिली हैं फिर अगला गैर समवर्ती निवेश है अब यह गैर गैर वर्तमान निवेश क्या है सबसे पहले निवेश से क्या मतलब है यदि आप देखते हैं कि मैं आपको पहले की बैलेंस शीट में वापस ले जाऊंगा तो हमने किसी भी निवेश का उल्लेख नहीं किया था जिसे हमने केवल अचल संपत्तियों और वर्तमान संपत्ति को देखा था क्योंकि यह एक बैलेंस शीट थी जो धन चक्र से निकलती है लेकिन यदि आपने अपने व्यवसाय के बाहर कुछ धन निवेश किया है तो उस धन को निवेश कहा जाता है इसलिए यहां कोई भी धन जो हमने आपके व्यवसाय के बाहर निवेश किया है और जो 1 वर्ष से अधिक समय तक चलना है तो इसे गैर गैर समवर्ती निवेश कहा जाता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि गैर समवर्ती निवेश का कोई उदाहरण कुछ ऐसा हो सकता है जैसे 1 वर्ष से अधिक समय तक बैंक में रखा गया सावधि जमा आपके बैंक खाते में नहीं है क्योंकि बैंक खाता एक चालू संपत्ति है लेकिन यदि आप सावधि जमा में धन रखते हैं 2 साल के लिए बैंक फिर यह गैर मौजूदा निवेश का एक उदाहरण होगा इसी तरह यदि आप किसी अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश करते हैं तो वह गैर समवर्ती निवेश है तो आपके पास आपके व्यवसाय के बाहर रखे गए उन पैसों के कुछ उदाहरण हो सकते हैं जो कि गैर समवर्ती निवेश है इनके अलावा यदि आपके पास कोई भी गैर समवर्ती संपत्ति है तो उन्हें अन्य गैर समवर्ती परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो ये देनदारियों और परिसंपत्तियों के तहत बैलेंस शीट में महत्वपूर्ण आइटम हैं अब हम अगले सत्र में हम बैलेंस शीट और पी और एल पर चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन अभी आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको यह सभी जानकारी कहां से मिलेगी आपके लिए जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत एक वार्षिक रिपोर्ट है क्योंकि हर कंपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ सामने आती है और उस वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण होते हैं हमने जो भी वित्तीय विवरण बैलेंस शीट पी और एल नकदी प्रवाह की तरह चर्चा की है वे सभी वार्षिक रिपोर्ट में खातों और कुछ और खुलासे के साथ उपलब्ध होंगे फिर वार्षिक रिपोर्ट में कुछ अन्य बातें भी हैं चेयरमैन के बयान होंगे निदेशक मंडल के विश्लेषण होंगे ऑडिटर की रिपोर्ट होगी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट होगी समेकित वित्तीय विवरण होंगेऔर फिर एक रिपोर्ट होगी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण 60 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की एक सूची भी है आप में से कुछ इस बात के आकांक्षी हैं कि किसी दिन मेरा नाम भी आ सकता है यहां तक कि उन कर्मचारियों के बीच भी मेरा नाम होना चाहिए जो प्रति वर्ष 60 लाख से अधिक कमा रहे हैं तो वहाँ एक सूची दी गई है कि ये लोग कौन हैं उनकी योग्यता और अनुभव और आदि तो यह वार्षिक रिपोर्ट एक प्रमाणित दस्तावेज है और किसी भी शिक्षार्थी के लिए बहुत उपयोगी दस्तावेज है आपको यहाँ वित्तीय विवरण मिलेंगे मैं आपको यह तुरंत बता रहा हूं क्योंकि मैं आप में से प्रत्येक से कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करने की उम्मीद कर रहा हूं इसलिए कृपया अपनी कंपनी चुनें और वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें इसे पढ़ें समझी आने वाले व्याख्यानों में अपने पाठ्यक्रम में हम बैलेंस शीट पी और एल नकदी प्रवाह और वित्तीय विवरणों की तैयारी की कुछ और आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इन सभी को सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से जाएं और अपनी स्वयं की कंपनी की बैलेंस शीट और पी और एल को देखें आपके स्वयं के साधन का अर्थ है कि आप इसके मालिक नहीं हो सकते हैं लेकिन इसे अपनी कंपनी के रूप में मानें और अभी से इसका अध्ययन करना शुरू करें मैंने आपको बताया है कि वार्षिक रिपोर्ट क्या है हम आगामी सत्रों में विभिन्न वित्तीय वक्तव्यों को देखने जा रहे हैं मुझे आशा है कि आपको दूसरा सत्र पसंद आएगा यह थोड़ा छोटा था लेकिन अब तीसरे सत्र के बाद हम प्रत्येक वित्तीय विवरण के बारे में तकनीकी जानकारी देंगे बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते